नमस्ते और mechanobiology का परिचय के बारे में हमारी आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले दो वर्गों में हमने स्टेम कोशिकाओं के मेकेनोबायोलॉजी के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया था या भौतिक कारक स्टेम सेल भेदभाव को कैसे प्रभावित कर सकते हैं इसलिए इस संबंध में मैंने दो पत्रों पर चर्चा की एक कोशिका के आकार के माध्यम से नियमन और दूसरा ECM कठोरता के माध्यम से था तो ECM कठोरता के मामले में यह दिखाया गया है कि यदि आप hMSC को प्लेट करतें हैं तो क्या आप अलग अलग कठोरता के सब्सट्रेट जानते हैं तो ये hMSCs नरम मस्तिष्क की नकल करने वाले मेट्रिसेस पर एक न्यूरोजेनिक वंश में डिफरेंटशिएट करते हैं मध्यवर्ती कठोरता सतहों या मध्यवर्ती सब्सट्रेट पर एक मायोजेनिक वंश जिसका मतलब है कि मांसपेशियों और कड़ी सतहों पर और कठोर हड्डी नकल सब्सट्रेट पर ओस्टोजेनिक वंशावली इसलिए इन सभी मामलों में आपको याद है आप देखेंगे कि सेल आकार में परिवर्तन 4 से 6 घंटे के भीतर हुआ था तो यह तब भी है जब कठोरता संकेत है और ये डिफरेंटशिएशन सेल आकार में परिवर्तन के माध्यम से हो रहा है पहले के समय के बिंदुओं पर आपके पास सेल आकार होता है जिसे प्रोग्राम किया जाता है और यह सेल आकार सेल की समग्र स्थिति पर अंकित करता है और या तो एक न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक या ओस्टोजेनिक भाग्य को निर्देशित करता है इसलिए असाइनमेंट पढ़ने के रूप में मैं आपको चार पेपर पढ़ने की सलाह दूंगा यह विकासात्मक कोशिका कागज़ था जहाँ कोशिका घनत्व ने कोशिका आकृति के नियमन के माध्यम से स्टेम सेल भाग्य को प्रभावित किया यह दूसरा पेपर था जहां उन्होंने एक ही माप का उपयोग किया था लेकिन परिवर्तन पहलू अनुपात में है तो तीसरा पेपर सेल फैलाने को विनियमित करने में सब्सट्रेट कठोरता के प्रभाव को दिखाने के लिए पहला अध्ययन था और अंतिम अध्ययन विभिन्न कठोरता के सब्सट्रेट पर स्टेम सेल भाग्य के बारे में था इसलिए इन अध्ययनों से पता चलता है कि आपकी ECM कठोरता स्टेम सेल भाग्य का एक प्रमुख नियामक है अब विभिन्न स्थितियां हैं इसलिए यदि सबसे पहले ECM की कठोरता के संदर्भ में फिर से याद किया जाए तो ECM का प्रमुख घटक कोलेजन है और ये स्तनधारी बड़ी संख्या का लगभग 30 प्रतिशत है और कोल टाइप 1 मुख्य संरचना प्रोटीन है तो कोलेजन प्रमुख प्रोटीन होते हैं जो समग्र ECM गुणों में योगदान करते हैं इसलिए यदि ECM की कठोरता को बदल दिया जाता है तो व्यक्ति सहज रूप से यह अनुमान लगा लेगें कि उसे कोलेजन के स्तर में बदलाव के वजह से है और यह वास्तव में सच है तो आपके पास बहुत सारे विभिन्न रोग है जो मोटे तौर पर फाइब्रोसिस की छतरी के नीचे आते हैं तो फाइब्रोसिस क्या है यह कोलेजन 1 सहित ECM प्रोटीन का एक संचय है इसलिए आप इसे हृदय और कैंसर रोगों में लेते हैं तो क्या देखा गया है कि कैंसर में मजबूत फाइबर होता है तो कैंसर में आपके पास एक मजबूत फाइब्रोटिक प्रतिक्रिया होती है जिसे डेस्मोप्लासिया के रूप में भी जाना जाता है और इसमें col 1 और 3 का संचय शामिल होता है ये अनियमित होते हैं और आपके पास col 4 का डीग्रडेशनहोता होता है और जो देखा गया है वह फाइब्रोसिस और प्रोगनोसिस के बीच एक मजबूत संबंध है तो आम तौर पर जो देखा गया है उसे कम प्रोगनोसिस फाइब्रोसिस कहा जाता है फाइब्रोसिस स्तन संबंधी कार्सिनोमा के मामले में खराब प्रोगनोसिस है तो आपके पास ECM जमाव में वृद्धि और इसके क्रॉस लिंकिंग के बीच यह लिंक है इसलिए यदि आप फाइब्रोसिस से जुड़े पैथोलॉजिकल टिशूज के बारे में सोचते हैं तो आपके पास स्तन कैंसर होता है जहाँ आपको col 1 और 3 बड जाता है और यह बढ़े हुए ट्यूमर के आक्रमण से जुड़ा हुआ है और मैक्रोफेज घुसपैठ को बढ़ाता है इसी तरह अग्नाशय के कैंसर में भी देखा गया है अग्नाशय के कैंसर के लिए भी यही दो चीजें सही हैं तो यह सब सहसंबद्ध है कि जब आप कोलेजन में वृद्धि में वृद्धि करते हैं तो इसका मतलब है कि यह कठोरता में वृद्धि होगी इसलिए इस बढ़ी हुई कठोरता के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए लोगों ने ऐसा किया है इसलिए वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में एलिसा वीवर ने जांच की कि कठोरता कैसे इनवॉडोपोडिया को प्रभावित करती है तो बस याद करने के लिए क्या है ये इनवॉडोपोडिया invadopodia इसलिए यदि आपके पास मैट्रिक्स है तो अंदर देखें कि क्या आपके पास मैट्रिक्स में इनवॉडोपोडिया के प्रोट्रूशियंस हैं आपकी कोशिकाएं हैं तो ये प्रोट्रूशियंस हैं जो मैट्रिक्स में फैल जाते हैं और वे मैट्रिक्स को पदच्युत करते हैं एलिसा वीवर ने जो प्रयोग किया था वह सिखाता था कि उसने दो सब्सट्रेट लिए हैं ये हैं PA gels पॉलीक्रैलेमाइड जैल एक नरम था और दूसरा कठोर था और उसने इन सबस्ट्रेट्स पर कोशिकाओं को प्लेट किया और पूछा कि क्या कठोरता और इनवॉडोपोडिया के बीच कोई संबंध है तो इन सब्सट्रेट को फ्लोरोसेंट फाइब्रोनेक्टिन के साथ क्रॉस लिंक किया गया था तो ऊपरी दृश्य में आप देखेंगे कि अगर आप तीन इमेजेस या छवियों एक actin एक cortactin या किसी अन्य invadopodia मार्कर और फिर एक fibronectins या FITC fibronectin ले उन्हें जो मिला वह यह था कि नरम सब्सट्रेट्स पर बता दें कि यह ऊपरी दृश्य है यह एक सेल की तस्वीर है और यहां मैट्रिक्स है तो आपने देखा कि जहाँ कहीं भी ऐसा होता था वह इनवेडोपोडिया का उदाहरण है आपके पास कोर्टेक्टिन के साथ एक समानांतर सह स्थानीयकरण है और इस बिंदु पर अगर यह मेरा मैट्रिक्स है तो इस बिंदु पर कोई प्रतिदीप्ति नहीं था तो यह प्रतिदीप्ति की कमी है तो यह अधोगति के बराबर है जो इनवेडोपोडिया के गठन का सुझाव दिया तो इस अधोगति की मध्यस्थता invadopodia द्वारा की जाती है तो उसने जो दिखाया वह यह था कि जैसे जैसे आप कठोरता बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कठोरता के साथ इनवेडोपोडिया या अधोगति की संख्या बढ़ती जाती है तो invadopodia अधोगति को मध्यस्थत करता है जो कठोरता निर्भर थी तो इस अध्ययन ने सुझाव दिया कि कठोरता में वृद्धि इस फेनोटाइप के लिए अग्रणी हो सकती है तो यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कठोरता में वृद्धि हुई है और ECM की कठोरता में आपकी वृद्धि और यह इनवेडोपोडिया गतिविधि में वृद्धि के साथ कोई सहसंबद्ध है इस प्रकार यह इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि ECM की कठोरता या परिवर्तित ECM गुण कैंसर की प्रगति को वास्तव में बाध्य या प्रेरित कर सकते हैं अतः कैंसर का परिणाम नहीं हो सकते इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैलेरी वीवर ने स्तन कैंसर के आक्रमण और एकस्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कठोरता और मालिगनेंसी के बीच संबंधों पर कई प्रयोग किए तो वह स्तन कैंसर में ECM कठोरता और मालिगनेंसी के बीच संबंधों की जांच की इसलिए हम इस काम के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं मुझे संक्षेप में स्तन की शारीरिक रचना के बारे में चर्चा करें तो स्तन में आपके पास ये लोब्यूल हैं जो दूध को स्रावित करते हैं और आपके पास इस तरह की संरचनाएं लोब्यूल हैं जो जुड़ जाते हैं और अंततः निप्पल की ओर जाते हैं तो दूध स्रावित होता है और यह इन नलिकाओं के माध्यम से जुड़ा होता है तो ये नलिकाएं हैं और इन्हें लोबूल कहा जाता है इसलिए यदि आप एक लॉब्यूल पर ज़ूम करते हैं तो आप यह देखेंगे कि ये वसा ऊतक से घिरे होते हैं तो यदि आप आगे ज़ूम करते हैं तो इसमे अंतराल होते हैं जो इन कोशिकाओं द्वारा स्रावित दूध को निप्पल तक निर्देशित करते हैं तो यदि आप और भी करीब से ज़ूम करते हैं तो फिर आप जो देखते हैं उसमें कुछ एकस्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हैं जिसके ऊपर आपके पास ये उपकला कोशिकाएं हैं और इन संरचनाओं को Acini कहा जाता है तो इसी तरह यदि आप नलिकाओं को देखते हैं तो आप जो पाएंगे वह आपको ये उपकला कोशिकाएं हैं तो यह डक्ट की लंबी धुरी है और इसके नीचे आपके पास बेसल लामिना है यहां भी इसके चारों ओर बेसमेंट झिल्ली है तो ये विशेष रूप से प्रतिबंधित हैं तो ये कोशिकाएं दूध की अनुमति देती हैं और यह दूध इन चीजों के आसपास नलिकाओं के साथ बहता है तो कैंसर के मामले में आपको दो प्रकार के कैंसर नहीं हो सकते आपको दो अलग अलग प्रकार के कैंसर हो सकते हैं जिन्हें या तो लोब्युलर कार्सिनोमा कहा जाता है जिसमें अगर आपके पास ये नलिकाएं हैं तो इन लोब्यूल्स में संरचना अलग हो जाती है और कोशिकाएं आक्रमण करना शुरू कर देती हैं तो ये आपकी उपकला कोशिकाएं हैं और आपने इन कोशिकाओं के प्रसार को बढ़ा दिया है और फिर ये कोशिकाएँ पलायन करने की कोशिश करती हैं और अंततः बहुत दूर तक आपको वास्कुलचर मिलेगा और आपके आसपास ECM होता है तो ये कोशिकाएँ आक्रमण करती हैं और वास्कुलचर की ओर बढ़ती हैं डक्टल कार्सिनोमा के मामले में भी यही बात होती है तो आपके पास ये कोशिकाएं हैं जिसकी संरचना खो गई है बेसल लामिना बाधित है और ये कोशिकाएं पलायन करना शुरू कर देती हैं सबसे पहला कदम प्रसार है और फिर वे बेसमेंट झिल्ली को तोड़ते हैं और आक्रमण करना शुरू करते हैं तो यह वह तस्वीर है जिसमें आपको दो अलग अलग प्रकार के कैंसर दिखाई देते हैं इसलिए अब अगर आप यह देखें कि ट्यूमर और उसके आस पास के ऊतकों के गुण कैसे गड़बड़ा जाते हैं तो सामान्य स्तन ग्रंथि बहुत नरम है यह कठोरता में 200 पास्कल है तो फिर से आपको याद दिलाने के लिए कि पास्कल प्रति मीटर वर्ग न्यूटन है इस इकाई को पास्कल कहा जाता है तो ये बहुत नरम होते हैं यह 200 पास्कल नरम का तुलनीय आप न्यूरोनल टिशू या ब्रेन टिशू से कर सकते हैं ट्यूमर के मामले में यह लगभग कई गुना बढ़ जाता है और आपके पास 5000 पास्कल हो सकते हैं तो यह कठोरता में 20 से 25 गुना आडॅर वृद्धि है स्ट्रोमा जो ट्यूमर से जुड़ी होती है वह ऑर्डर 1000 पास्कल होती है यदि आप कोलेजन को देखते हैं तो 2 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर कोलेजन जेल के लिए 300 pascal आडॅर कठोरता हो सकता है तो जो आप देखते हैं कि कैंसर के मामले में कठोरता में भारी वृद्धि हुई है फिर सवाल यह उठता है कि क्या यह कठोरता वृद्धि कैंसर की प्रगति कैंसर के आक्रमण को बढ़ाती है या यह कैंसर का परिणाम है इसलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए वैलेरी वीवर 2005 में यह ऐतिहासिक पेपर प्रकाशित किया इसलिए वे जो करना शुरू किया वह यह था कि वे पहले स्तन ग्रंथि ऊतक के गुणों की जांच करते हैं जो चारों ओर क्रम था तो सामान्य स्तन ग्रंथि 200 पास्कल आडॅर है इसलिए उसने जो किया वह इन कोलेजन जैल को बनाया और उसने बेसमेंट की झिल्ली कोलेजन जैल कोलेजन 1 जैल की भी एक श्रृंखला बनाई जहां यह स्थिर रखा गया था और कोलेजन की एकाग्रता विविध थी इसलिए उसने कोलेजन की सांद्रता को विभिन्न किया और इसने उसे अलग अलग कठोरता की एक श्रृंखला उत्पन्न करने की अनुमति दी तो यह मेरी कोलेजन धुरी है यह 35 है और यह मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर में मेरी कोलेजन एकाग्रता है तो उसने इस कोलेजन जेल के थोक कठोरता के विभिन्न कठोरता की एक श्रृंखला उत्पन्न की जिसमें 170 पास्कल से लेकर 1 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर तक कठोर जैल के लिए लगभग 1200 पास्कल थे तो यह 170 पास्कल सामान्य स्तन ग्रंथि गुणों के साथ तुलनात्मक है तो उसने MCF 10A के कोशिकाओं को प्लेट किया जो सामान्य स्तन उपकला कोशिकाएँ हैं और उसने पूछा कि इन कोशिकाओं का आकारिकी क्या है तो 1 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर नरम जैल परउसने पाया कोशिकाएं एसिनी जैसे संरचना बनाते हैं तो इस एकिनी में केंद्र भाग खाली है और ये अलग अलग कोशिकाएं हैं जो एक साथ जुड़ी हुई हैं तो आपके पास इन कोशिकाओं की परिधि में बेसमेंट झिल्ली है और ये एक एक कोशिकाएं नाभिक का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन जब उसने कठोर सतहों पर मोरफ़ोलॉजी को देखा तो उसने कोशिकाओं का एक समूह पाया एक बहुत आक्रामक फेनोटाइप और एसिनी संरचना गायब था तो कठोर सतहों पर एसिनी संरचनाएं अलग हो गईं तो कोई एसिनी संरचनाएं नहीं थी तो ये सुझाव देते हैं कि आपके ऊतक की कठोरता उपकला ऊतक संगठन के लिए योगदान कर सकती है इसलिए इस प्रयोग के बारे में एक विरोध थी कि जब उसने प्लेट की क्योंकि वह कोलेजन एकाग्रता को बदल रही थी तो कोलेजन भी ligand घनत्व को बदल रहा है तो जबकि थोक कठोरता बदल रही है लिगेंड घनत्व भी बदल रहा है इस तथ्य को खारिज करने के लिए कि ये अंतर लिगैंड घनत्व में झूठ के परिवर्तनों का परिणाम हैं उन्होंने पीए जैल पॉलीक्रिलमाइड जैल में एक ही सेट के प्रयोग को दोहराया जो लेपित थे और ये बेसमेंट झिल्ली के साथ फंक्शनलाईस्ड थे और एक बार फिर उसने एक ही बात देखा की कठोरता में वृद्धि से एसिनी संरचना का पतन हुआ इसलिए हम आज के लिए यहां रुकेंगे अगली कक्षा में हम इस भाग से जारी करेंगे